आज मै आपको प्रकाशविद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करूँगा इस प्रयोग का उद्देश्य है विभिन्न तरंगदैध्र्य पर निरोधी वैभव स्टॉपिंग पोटेन्शियल माप कर प्लांक नियतांक ज्ञात करना और दूसरा उद्देश्य है किसी दिये गए तरंगदैध्र्य पर आपतित तीव्रता का प्रकाशविद्युत धारा और निरोधी विभव पर प्रभाव का अध्ययन करना इस प्रयोग से हम प्लांक नियतांक ज्ञात करेंगे जो एक यूनिवर्सल नियतांक है साथ ही हम किसी नियत तरंगदैध्र्य पर प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश विद्युत धारा और उसके संगत निरोधी विभव पर प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे ये प्रकाशविद्युत प्रभाव जैसा आप जानते हैं इस प्रभाव का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी काफी महत्वपूर्ण है जिसने क्वांटम भौतिकी को जन्म दिया 14 दिसम्बर 1900 में प्लांक ने कृष्ण पिंड विकिरण की व्याख्या करने के लिए एक नए आधारभूत नियतांक का सूत्रपात किया Eh𝛎 के रूप में इस संबंध में h प्लांक नियतांक है इसलिए ही ये क्वांटम यांत्रिकी क्वांटम भौतिकी की शुरुवात कही जाती है यही वजह है की हम 14 Dec 1900 को क्वांटम भौतिकी का जन्म दिवस कहते हैं मगर इसके भी 5 साल पश्चात सन1905 में आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी इस प्लांक समीकरण Eh𝛎 और आइंस्टाइन के प्रकाशविद्युत प्रभाव की व्याख्या में इतना महत्वपूर्ण क्या है ये उस वक्त इतना विशेष महत्व क्यो रखता था उस वक्त लोग सिर्फ क्लासिकल अवधारणा से परिचित थे क्लासिकल अवधारणा कभी ये अनुमति नहीं देती कि तरंग कभी कण कि तरह भी व्यवहार कर सकता है जैसा प्लांक ने अपने परिकल्पना में किया असल में ये परिकल्पना डी ब्रोगली ने की थी की कण तरंग की भाँति व्यवहार कर सकते हैं जिसके फलस्वरूप हाईसेन्बेर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि स्थिति व संवेग को सतप्रतिशत निश्चितता से एक साथ नहीं नापा जा सकता तरंग कि ऊर्जा उसकी आवृत्ती से संबद्ध है और ऊर्जा प्रमात्रीत क्वांटइजड है अर्थात E nh𝛎 तो यह h𝛎 2h𝛎 3h𝛎 4h𝛎 या n 123आदि ऐसे ऊर्जा का मान हो सकता है तो इस तरह मैं 4 मुख्य पोईंट्स यहाँ बताता हूँ जैसा की मैने कहा ये नयी अवधारणा ये नए तथ्य को हम क्लासिकल भौतिकी से नहीं समझ सकते मगर इनके आधार पर बहुत से भौतिक प्रक्रियाओं को समझाया जा सका अर्थात ये परिकल्पना सत्य हैं और सिर्फ कल्पनायें नहीं सामान्यतः सभी प्रभावों का सैद्धांतिक और प्रायोगिक सत्यापन किया जा सकता है प्रारंभ मे ये माना गया की यदि ये अभिधारणा लगभग सभी घटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम है तो इसे मान्यता मिल जानी चाहिए एक नई अभिधारणा के रूप में इसे ही क्वांटम धारणा कहा गया क्योकि ये क्लासिकल धारणा से भिन्न थी ये विज्ञान की एक नयी ही विधा थी तो ये थी क्वाटम भौतिकी की शुरुवात प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में हमने उन घटनाओ और उनके प्रभाव को प्रकाश के तरंग प्रकृति से व्याख्या की थी प्रकाश के तीव्रता के वितरण चाहे वो व्यतिकरण के कारण हो या विवर्तन व्यतिकरण फ़्रिंजों का बनाना इन सभी में हमने माना की प्रकाश तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के बराबर है ठीक ध्यान रहे तरंग के आयाम के वर्ग के बराबर जब दो तरंगें अध्यारोपित होते हैं व्यतिकरण करते है या विवर्तन वो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं हम प्रत्येक के विस्थापन के योग से परिणामी तरंग का परिणामी आयाम प्राप्त करते हैं और उसके वर्ग से तीव्रता ठीक इस परिणामी आयाम में कला वाला पद भी हो सकता जैसा हमने व्यतिकरण और विवर्तन में देखा था तो प्रकाश तरंग के आयाम के वर्ग से उसकी तीव्रता मिलेगी

अच्छा और प्रकाश की तीव्रता ही उसकी ऊर्जा का व्यंजक है जितनी ज्यादा ऊर्जा उतनी ज्यादा तीव्रता ठीक इस धारणा के आधार पर हमने प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की विवेचना की थी जो प्रकाश की तरंग अभिधारणा है मगर प्रकाश की ऊर्जा का यह सिद्धांत प्रकाशविद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में नाकाम रहा अच्छा तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है देखिए आप क्या क्या अवलोकन करते हैं जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश आपतित होती है कोई एकवर्णी प्रकाश लाल प्रकाश या नीली प्रकाश या हरी प्रकाश इनके तरंगदैध्र्य भिन्न है या आप इनमें से कोई एक ले लें हाँ तो प्रकाश इस धातु की सतह पर आपतित है प्रकाश का तरंगदैध्र्य 𝝺 और लाल का तरंगदैध्र्य हरे या नीले से ज्यादा है तो अधिक तरंगदैध्र्य का प्रकाश यहाँ आपतित है

अब जब प्रकाश इस पर आपतित होता है वो धातु के इलेक्ट्रोनों द्वारा अवशोषित हो जाता है मुक्त इलेक्ट्रोनों द्वारा ठीक है और वो धातु के पृष्ठ से बाहर आ जाता है और इन्हीं इलेक्ट्रोनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फोटोन या कहें प्रकाश के कारण उत्पन्न हुए हैं ध्यान रहे उस वक्त फोटोन की धारणा नहीं थी इसलिए प्रकाश कहना ही ठीक होगा अब यदि इस पर विभव लगाया जाए एक एनोड से धनात्मक विभव लगाया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ गतिशील हो जायेंगे और एनोड तक इलेक्ट्रॉन पहुँचते है और हमे एनोड धारा मिलेगी अब ये हम इस एनोड धारा को देखें जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुचेगी उतना अधिक करेंट मिलेगा किसी दिये गए एनोड वोल्टेज के लिए हमे जो करेंट प्राप्त होगा वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी यदि जैसे मैंने यहाँ लाल प्रकाश लिया और अब उसकी तीव्रता बढ़ाऊँ तब क्या होगा हम उम्मीद करते हैं की धारा का मान बढ़ेगा क्योकि ज्यादा ऊर्जा धातु पृष्ठ पर आपतित है अतः ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और एनोड तक पहुँचेंगे और हमें ज्यादा करेंट मिलेगा ये प्रकाश के रंग पर निर्भर नहीं होना चाहिए अगर मैं स्वेत प्रकाश लूँ मुझे वही राशि मिलनी चाहिए यदि मैं एकवर्णी प्रकाश लूँ जैसे लाल रंग से प्रयोग करूँ और यदि मैं नीले रंग के प्रकाश से प्रयोग करूँ हाँ लेकिन प्रकाश की तीव्रता उतनी ही रहे ये तीव्रता वही प्रकाश तरंग के आयाम के वर्ग की बात कह रहा हूँ अर्थात दिये गये नियत तीव्रता के लिए प्रकाश के किसी भी तरंगदैध्र्य पर मुझे उम्मीद है की समान फोटो करेंट ही मिलेगा यदि I प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया गया करेंट भी बढ़ना चाहिए ये प्रकाश के तरंगदैध्र्य से स्वतंत्र होनी चाहिए ये सिर्फ प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करना चाहिए ऐसा पुरानी अवधारणा के आधार पर लोग उम्मीद कर रहे थे लेकिन नतीजे भिन्न थे क्या था नतीजा एनोड करेंट प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि से बढ़ती है मगर सिर्फ कम तरंगदैध्र्य वाले प्रकाश के लिए अधिक तरंगदैध्र्य और कम आवृति वाले प्रकाश के लिए कई बार एनोड धारा शून्य मिलता है चाहे आप जितनी तीव्रता बढ़ा दें मगर परिणाम कुछ विपरीत दिख रहे हैं कभी कभी ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहे ये धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के तरंगदैध्र्य पर निर्भर है इस प्रयोग में जो भी एनोड धारा मिल रही है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करेगी ये माना जा सकता है की समुचित मात्रा में लगाया गया एनोड वोल्टेज सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रोनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा इन अवलोकनों से ये जाहिर हो रहा है की धातु पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रोनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता नहीं अपितु मुख्यतः प्रकाश के तरंगदैध्र्य पर आधारित है प्रकाश की आवृति पर निर्भर है मगर ये प्रकाश की आवृति पर क्यो निर्भर करना चाहिए और प्रकाश की तीव्रता पर नहीं ये एक पहेली थी क्लासिकल अभिधारणा के अनुसार इसकी व्यख्या कर पाना संभव नहीं था इस उलझन ने लोगो को खूब परेशान किया तब आइन्सटाइन आगे आए और 1905 में प्रकाश के कण प्रकृति को ध्यान में रख कर प्रतिपादित किया की प्रकाश की ऊर्जा h𝛎 होगी इस तरह उन्होने माना की प्रकाश के प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h𝛎 होगी ये माना गया कि प्रकाश की तीव्रता उसमे उपस्थित फोटोन की संख्या के अनुक्रमानुपाती है और ये तरंग अभिधारणा से बिल्कुल ही अलग थी तरंग अभिमत अनुसार प्रकाश कि तीव्रता उसके तरंग के आयाम के द्वारा निर्धारित होती है आइन्सटाइन ने प्रकाश को कण माना कैथोड़ किरणों कि भाँति आप जानते हैं ये कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन पूंज होते हैं इलेक्ट्रॉन पुंज अर्थात कैथोड किरण उसी प्रकार ये प्रकाश किरणें भी फोटोन पुंज हैं ये तरंग नहीं निरंतरता का आभास नहीं लेकिन कुछ है जो लगातार आगे बढ़ रहा है और वो है फोटोन या कण ये विशिष्ट अस्तित्व वाले कण जो एक क्रम में गतिमान हैं और इनकी संख्या जो धातु के पृष्ठ पर आपतित है वो होगी तीव्रता तो इसे ही हम तीव्रता कहेंगे और प्रकाश कि ऊर्जा प्रत्येक एक फोटोन कि ऊर्जा है लेकिन हाँ बेशक आप कुल ऊर्जा इन सभी के योग से प्राप्त कर सकते हैं

तो इस तरह प्रकाश के तरंग सिद्धांत से हमारे प्रायोगिक अवलोकनों को नहीं समझाया जा सका आइन्सटाइन ने तरंग के कणिका सिद्धांत निःसंदेह प्लांक के ऊर्जा क्वांटाइजेशन सिद्धांत E h𝛎 कि सहायता से इन परिणामों कि व्याख्या की इसलिए ही किसी दिये गए धातु के लिए एक नियत वर्क फंकशन कार्य फलन होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन धातु में मुक्त होते हैं मगर ये धातु के पृष्ठ से तब तक बाहर नहीं निकाल सकते जब तक इन्हें कुछ न्यूनतम ऊर्जा न मिल जाए उस न्यूनतम ऊर्जा को इस धातु पृष्ठ के लिए वर्क फंकशन कहा जाता है या कहें वर्क फंकशन इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से निकलने से रोकता है माना कि h𝛎0 फोटोन की वो न्यूनतम ऊर्जा जो धातु पृष्ठ के वर्क फंक्शन के बराबर या अधिक है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने और एनोड धारा प्राप्त करने के लिए जरूरी वर्क फंक्शन W है कम ऊर्जा वाले फोटोन माना h𝛎 जहाँ 𝛎 कम है 𝛎0 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा पाने में असमर्थ होगा चाहे जीतने भी फोटोन उस धातु पृष्ठ पर आपतित हो जावें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक फोटोन ही अवशोषित करेंगी तो इलेक्ट्रॉन को एक h𝛎 ऊर्जा प्राप्त होगी यदि यह ऊर्जा उसकी वर्क फंक्शन से कम है तो ये बाहर नहीं आ पायेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की कितने फोटोन आपतीत हैं और चूंकि h𝛎 c𝝺अर्थात इलेक्ट्रॉन का धातु के पृष्ठ से उत्सर्जन प्रकाश के तरंगदैध्र्य पर निर्भर करेगा इस तरह कम आवृति या अधिक तरंगदैध्र्य के प्रकाश तरंगों से न ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगें और ना ही एनोड करेंट प्राप्त होगी अब यदि प्रकाश का तरंगदैध्र्य कम हो और आवृति अधिक ऊर्जा h𝛎 अधिक होगी h𝛎0 से या कहें अधिक होगी वर्क फंक्शन W से तब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन अवशोषित कर h𝛎 ऊर्जा प्राप्त कर लेंगें जो वर्क फंक्शन से अधिक होगा और तब ये बाहर आ जायेंगे ये वर्कफंक्शन बाधा पृष्ठीय बाधा को लाँघ पाऍंगे और ये बाहर आ जायेंगे और इनमें कुछ अतिरिक्त ऊर्जा भी होगी जो इनके गतिज ऊर्जा के रूप में परिलक्षित होगी फोटोन की ऊर्जा h𝛎 होती है और तीव्रता फोटोनों की संख्या से निर्धारित होती है इस अभिधारणा ने ही इस संबंध को जन्म दिया h𝛎 फोटोन की ऊर्जा बराबर वर्क फंकशन धन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 12 mv2 उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइन्सटाइन समीकरण कहते है इस समीकरण की सहायता से सभी प्रायोगिक तथ्यों को आसानी से समझाया जा सका जिन्हें प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं किया जा सकता था h𝛎 प्रकाश के तरंगदैध्र्य पर निर्भर करता है और वर्क फंक्शन W दिये गए धातु पर प्रकाश के किसी दिये गए तरंगदैध्र्य और किसी धातु जिसका वर्क फंक्शन W हो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और वेग बराबर होगा ये h𝛎 W के लेकिन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को निरोधी विभव की सहायता से ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन की जीतने भी गतिज ऊर्जा हो इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर उतनी ही गतिज ऊर्जा से गतिमान होगा और एनोड तक पहुँचेगा बिना कोई विभव लगाए यदि हम एनोड को कोई वोल्टेज न भी दें इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के कारण हमें एनोड करेंट प्राप्त हो सकता है अब यदि हम इस गतिज ऊर्जा को मापना चाहते हैं हम क्या कर सकते हैं हम एनोड पर ऋणात्मक विभव लगा सकते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन एनोड से प्रतिकर्षण बल अनुभव करेंगें और मंदित हो जायेंगे और यदि आप एनोड के इस ऋणात्मक विभव को बढ़ाते हैं कथोड़ की तुलना में यहाँ कैथोड़ अर्थात धातु की पट्टी है तो जब आप एनोड पर ऋणात्मक विभव बढ़ाएंगे क्या होगा एक स्थिति आएगे जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक नहीं पहुँच पायेंगे और प्लेट करेंट या एनोड करेंट शून्य हो जाएगा और वह विभव जिस पर प्लेट करेंट शून्य हो जाए उसे ही हम स्टॉपिंग पोटैन्श्यल या निरोधी विभव कहेंगे और उसके संगत ऊर्जा को पोटेनशियल या स्थितिज ऊर्जा eV होगा स्टॉपिंग ऊर्जा जो eV में है वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी तो एनोड पर कैथोड़ के सापेक्ष लगाया गया एक ऋणात्मक विभव जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को मंदित कर प्रकाशविद्युत धारा की तीव्रता Iको कम कर दे उस विभव के मान जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक ना पहुचे और I शून्य हो जाए स्टॉपिंग पोटेनशियल V कहलाता है तो इस तरह जैसा मैने समझाया इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुँचेंगे जब तक उनकी गतिज ऊर्जा एनोड पर आरोपित पश्च अभिनति के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा के बराबर है जैसा मैने बताया स्थितिज ऊर्जा eV बराबर 12mv2 बराबर h𝛎 W यहाँ मैने ये एक अतिरिक्त राशि ϕ लिखी है ये है कांटैक्ट पोटैन्श्यल जो एनोड के पृष्ठ के कारण होता है देखिए धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन स्वतः ही उत्सर्जित नहीं होते चूंकि यहाँ एक प्रतिबंध है डेल्टा इस वर्क फंक्शन के अलावा और जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड पृष्ठ पर पहुँचते हैं इलेक्ट्रॉन एनोड पृष्ठ के संपर्क में आते हैं तब हम जानते है की यहाँ कांटैक्ट पोटैन्श्यल होगा अर्थात ये इलेक्ट्रॉन सहजता से एनोड में प्रविष्ट नहीं हो सकते इसे कुछ ऊर्जा इसमें खर्च करनी होगी ये कुछ अवरोध का सामना करते हैं इसे ही हम कांटैक्ट पोटैन्श्यल ϕ कह रहे हैं प्रकाश के फोटोन की जीतने भी ऊर्जा h𝛎 होगी वह धात्विक पृष्ठ के वर्क फंकशन एनोड की सतह के कांटैक्ट पोटैन्श्यल के विरुद्ध काम करने में खर्च हो जाएगी और बची हुई समस्त ऊर्जा hv W ϕ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी और स्टॉपिंग पोटैन्श्यल पर निरोधी अभिनति पर यह गतिज ऊर्जा eV के बराबर होगी इस तरह हम किसी दिये गए धातु और एनोड के लिए स्टॉपिंग पोटैन्श्यल V W ϕ h𝛎e से ज्ञात कर सकते हैं अर्थात ये राशि एक नियतांक है चूंकि h और e भी नियतांक है यदि ये माने की ये सभी आवृति पर निर्भर नहीं हैं तो इस समीकरण की तुलना ymx c से करने पर y बराबर V x बराबर 𝛎 लें तो ये एक सीधी रेखा मिलेगी जिसका स्लोप m होगा इस सीधी रेखा से यदि आप V और 𝛎 के बीच आरेख खीचे आपको सीधी रेखा मिलेगी और यदि आप इस रेखा का स्लोप ज्ञात कर लेते हैं तो वह बराबर होगा h e के e आवेश का दिया हुआ मान है जो 16 x 10 19 कूलाम के बराबर है इस तरह आप स्लोप से और e के ज्ञात मान से h प्लांक नियतांक की गणना कर सकते हैं ठीक ये इस प्रयोग का पहला भाग है और हाँ अब हम प्रयोग के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे प्रकाश के किसी दिये गए तरंगदैध्र्य और तीव्रता पर हम स्रोत और फोटो सेल की दूरी बढ़ाएंगे ठीक प्रकाश कैथोड़ पर आपतित होगा या कहें की हम स्रोत और कैथोड़ के बीच की दूरी बढ़ाएंगे जब हम इनके बीच दूरी बढ़ायेंगे तब क्या होगा अर्थात प्रकाश की तीव्रता जो फोटो सेल के कैथोड़ पर आपतित है कम हो जाएगी इस तरह प्रकाश स्रोत और कैथोड़ के बीच की दूरी बढ़ा कर हम कैथोड़ पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता बादल सकते है किसी दिये गए तरंगदैध्र्य पर और हम उसके संगत एनोड करेंट में परिवर्तन को नोट कर लेंगे की प्रकाश की तीव्रता के साथ एनोड करेंट किस तरह परिवर्तित हो रहा उसी तरंगदैढ्र्य या आवृति पर इस प्रयोग के दूसरे हिस्से में हम यही करेंगे हम इलैक्ट्रिकल सर्किट का प्रयोग करेंगें इस इलैक्ट्रिकल सर्किट का हमारे पास ये सुसंबद्ध इलैक्ट्रिकल सर्किट है और ये इसे फोटो सेल कहते हैं इस फोटो सेल में एक फोटो कैथोड़ है ये यहाँ एनोड है प्रकाश इस कैथोड़े पर आपतित होगा इलेक्ट्रोन्स इस फोटो कैथोड़ से उत्सर्जित होंगे और इस एनोड तक पहुँच जायेंगे तब हमें फोटो करेंट मिलेगा और उस करेंट को हम इस नैनोमीटरकी सहायता से मापेंगे अब कैथोड़ के सापेक्ष आरोपित एनोड वोल्टेज के संगत फोटो करेंट में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए मेरा अभिप्राय इस ऋणात्मक विभव से है जो हम लगा रहे हैं जो स्टॉपिंग पोटैन्श्यल हम आरोपित कर रहें है तो कितना वोल्टेज लगाया उसे वोल्टमीटर से नोट कर लेंगे ये यहाँ इस सर्किट में समानांतर में जुड़ा हुआ है की कितना वोल्टेज लगाया गया है इस सेटअप में हम DC पावर स्रोत से नियत वोल्टेज लगाएंगे उदाहरण के लिए हम 2 वोल्ट लें हम जो इस प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप होगा ये एक रीहोस्टेट है हम प्रतिरोध को बदल कर वोल्टेज बदल सकते हैं तो इस सिरे और दूसरे सिरे तक आपको भिन्न वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा इस तरह रिहोस्टेट के नौब को सरका कर वोल्टेज बदल सकते हैं आरोपित वोल्टेज कितना परिवर्तित हो रहा है ये वोल्टमीटर से प्राप्त होगा इस प्रयोग में हम क्या करेंगें किसी दिये गए प्रकाश के तरंगदैढ्र्य पर जिसे हम फोटो सेल में आपतित कराएंगे उसके लिए आरोपित वोल्टेज का मान परिवर्तित कर प्रेक्षण नोट करेंगें प्रारंभ में हम ये वोल्टेज शून्य रखेंगे हमें अधिकतम फोटो करेंट मिलेगा अर्थात अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुँचेंगे अब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे ऋणात्मक वोल्टेज ठीक ये ऋणात्मक वोल्टेज एनोड पर आरोपित होगा इसे हम परिवर्तित करेंगें और करेंट का पाढ्यांक नोट करेंगे ये करेंट लगातार कम होगा और फिर किसी एक वोल्टेज पर हमारा करेंट शून्य हो जाएगा इस वोल्टेज को स्टॉपिंग वोल्टेज लेंगें और उसका मान समीकरण में रखेंगे इस प्रयोग के द्वारा प्रकाश के तरंगदैढ्र्य या विभिन्न आवृतियों के विभिन्न मानों के लिए फोटो करेंट और स्टॉपिंग पोटैन्श्यल ज्ञात करेंगे और दूसरे हिस्से में वोल्टेज और तरंगदैढ्र्य के किसी एक मान और प्रकाश स्रोत और फोटो सेल के बीच की दूरी बढ़ा कर फोटो सेल पर प्रकाश की तीव्रता को कम कर एनोड करेंट के परिवर्तन का अध्ययन करेंगे इन मानों को नोट करने के लिए यहाँ सारिणी है इन प्रेक्षणों के लिए वोल्टमीटर का अल्पतमांक अमीटर का अलपतमांक प्रकाश स्रोत या फ़िल्टर से फोटो सेल की दूरी यहा हमने फ़िल्टर इस्तेमाल किया है चूंकि हमें विभिन्न तरंगदैढ्र्य के एकवर्णी प्रकाश चाहिएये हमें इस फ़िल्टर से प्राप्त हो जाएगा ये हम नोट कर लेंगें क्योकि ये हमारे प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं किसी प्रेक्षण के लिए तीव्रता को नियत रखने के लिए स्रोत फ़िल्टर की स्थिति और फोटो सेल की स्थिति नोट करना काफी महत्वपूर्ण होगा अब जैसा मैने कहा था स्टॉपिंग पोटैन्श्यल ज्ञात करने हेतु आप अलग अलग तरंगदैढ्र्य पर वोल्टेज के संगत करेंट का पाढ्यांक लेते हैं और ज्ञात करते हैं की वोल्टेज के किस मान पर करेंट शून्य हो जाता है ऐसा हम जारी रखेंगे मुझे लगता है हम 56 तरंगदैढ्र्य पर ये प्रयोग कर लेंगे और फिर हम ये ग्राफ में अंकित करेंगे

हमें विभिन्न तरंगदैढ्र्य पर स्टॉपिंग पोटैन्श्यल मिल जाएगा फिर हम V vs 𝛎 का आरेख खीच लेंगे ठीक तरंगदैढ्र्य से हम आवृति की गणना कर सकते है हम स्लोप ज्ञात कर प्लांक नियतांक h की गणना कर लेंगे दूसरा कार्य है फोटो करेंट का प्रकाश की तीव्रता से संबंध का अध्ययन करना लॅम्प या फ़िल्टर और फोटो सेल के बीच की दूरी को परिवर्तित करने से फोटोसेल पर प्रकाश की तीव्रता बदलेगी एनोड पर कुछ अभिनति वोल्टेज होगा नियत वोल्टेज तो अब सिर्फ दूरी को कम ज्यादा कर के फोटो करेंट में परिवर्तन को नोट करेंगें इस तरह हम इसे दोहराते रहेंगे ताकि फोटो करेंट या इलेक्ट्रॉन का कैथोड़ की सतह से उत्सर्जन का अध्ययन कर सकें कैसे ये प्रकाश की तीव्रता के साथ बदलता है हम इसका भी एक ग्राफ खींच लेंगे तब हम उसका स्वरूप देख सकेंगे प्लांक नियतांक के लिए त्रुटि की गणना चूंकि h e V vs 𝛎 वक्र का स्लोप तो ये स्लोप कैसे प्राप्त होगा दो वोल्टेज के संगत दो आवृति या कहिए आवृतियों का अन्तर और वोल्टेज का अन्तर 𝛎1 𝛎2 ये हम आरेख से लेंगे तो h हुआ 𝛎1 𝛎2e स्लोप लेंगे और ज्ञात करेंगे चूंकि e ज्ञात है अतः इसमें कोई त्रुटि नहीं तो हमे मिलेगा 2ΔV आवृति भी ज्ञात है हम नहीं माप रहे अतः h के मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि इतनी ही होगी तो ये था प्रयोग का विवरण अब अगली कक्षा में मैं आपको प्रयोग कर के दिखाउंगा धन्यवाद